नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण पुनः स्वागत है हमने अंतिम विडियो मे जो देखा था उसको याद करते है हमने देखा था की इस वेव समीकरण के लिए सीमा मान प्रश्नों का हल अद्वितीय है तथा अब हमने नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण पर ध्यान देगे प्रारम्भिक डेटा के साथ जो हमे हल ज्ञात करने के लिए चाहिए तो कोई भी सीधे समाकलन से ज्ञात कर सकता है की हल अद्वितीय है उसी ऊर्जा दृष्टिकोण से चाहे नॉन होमोजिनिऔस समीकरण हो प्रारम्भिक डेटा के साथ तो हल की अद्वितीयता निश्चित है यह हम इस विडियो मे देखेगे तो चलिए नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण utt−c2uxxhx t को लेते है आपके पास दाहिने हाथ की ओर जिसमे आपके पास बल जो की hxt है अशून्य है आपके पास बाह्य बल है तथा आपके पास प्रारम्भिक डेटा ux0f utx0g है यह पूरी वास्तविक रेखा के x के लिए है आपके पास यह है जिसे हल करने की आवश्यकता है तो मैं इसका हल कैसे करूंगी तो हम क्या करेगे की हल इस आंशिक अवकल समीकरण पर ध्यान देगे तो सामान्य हल ज्ञात करने के लिए हम इसे कैसे करेगे हम इस वर्गिकरण का प्रयोग करेगे तो आप इस वेव समीकरण का सामान्य रूप ज्ञात कीजिए तो हम इसे कैसे करेगे यदि आप नया चर ξx−ct तथा ηxct लाते है यदि आप इन दो नए चरो पर ध्यान दे तब यह वेव समीकरण −4 c2uξηhξ η हो जाती है तो वेव समीकरण यह हो जाती है तो इसका सीधे समाकलन करने का प्रयास करेगे यह हमने करना है तो हम यह देखने का प्रयास करेगे की इस समीकरण का समाकलन कैसे करेगे तो आप इस तरह अपना uξ η ज्ञात कर सकते है तो मेरा प्रारम्भिक डेटा क्या है प्रारम्भिक डेटा ux0f है तो मुझे यह करना है तो यह आपकी समीकरण है तो यदि आप सीमा शून्य चाहते है यदि आप इसे तोड़ना चाहते है आपको इस वास्तविक सीमा मान प्रश्न को दो प्रश्नों मे तोड़ना होगा तो चलिए पहले इसे करते है तो चलिए इस प्रश्न को तोड़ते है सीमा मान प्रश्न को क्योकि यह रैखिक प्रश्न है तो आप इसे दो प्रश्नो मे तोड़ सकते है दो प्रश्नों मे तोड़ सकते है तो uxtu1xtu2xt मानते है की जहां u1xt होमोजिनिऔस समीकरण को संतुष्ट करता है तो यह u1tt−c2u1xx0 तथा तब प्रारम्भिक मान है तो पूर्ण प्रारम्भिक मानों u1x0f u1tx0g को लेते है u2xt के लिए u2tt−c2u2xxhx t तो जब आप u1xt तथा u2xt को प्रतिस्थापित करे uxtu1 x t u2xt मे आप अंततः आपको utt−c2uxxhxt प्राप्त होता है तो यह नॉन होमोजिनिऔस समीकरण हो संतुष्ट करते है ओर तब यदि आप अब प्रारम्भिक डेटा u2x0 करे आपको शून्य दिया गया है यह है क्योकि ux0f जो की u1 पहले ही लिया गया है तो u2x00 इसी प्रकार u2tx00 तो मैं वास्तविक नॉन होमोजिनिऔस सीमा मान प्रश्न को प्रारम्भिक मान प्रश्नों मे तोड़ते है दो प्रश्नो मे एक होमोजिनिऔस वेव समीकरण प्रारम्भिक डेटा के साथ आपके पास यह डी'एलमबर्ट हल है तो u1xt डी'एलमबर्ट हल है तो आप जानते है की आप यह जानते है की यह हल डी'एलमबर्ट हल है हम u2xt ज्ञात करना चाहते है मुझे यह नहीं ज्ञात है हमने यह नहीं देखा अभी तक तो यह करने के लिए हमने नए चर ξ तथा η का प्रयोग करते है तो आपके पास यह नॉन होमोजिनिऔस समीकरण है 0 प्रारम्भिक डेटा के साथ आपका प्रश्न है इस प्रकार आप इसे तोड़ते है तो इन नए ξx−ct तथा ηxct के साथ हम देख सकते है की −4c2u2ξ ηhξη यह क्या बन जाता है नॉन होमोजिनिऔस वेव समीकरण इन नए चरों के साथ तो यह सरल सामान्य रूप है तथा को सामान्य रूप मे लिखने पर हम देखते है हम इसे वर्गिकरण मे करेगे हमने पहले ही देखा है की इसे कैसे बनाते है तो यह आपको प्राप्त होता है तो आपको इसका समाकलन करना है तो आप u2 को ज्ञात करने के लिए समाकलन करते है हम इसे कैसे करते है तो आपके पास यह है अब आप इस प्रारम्भिक डेटा u2xt0 पर ध्यान दे तो इसका अर्थ u2xx00 है तो आप केवल x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो आप देखेगे की यह सत्या है अब अन्य प्रारम्भिक प्रतिबंध u2tx00 है तो यह अन्य सीमा प्रतिबंध है तो अब u2 ξ तथा η का फलन है तो u2t ξ η क्या है तो u2tξηu2ξ ξtu2ηηt तो यह तथा यहाँ आपका u2t ξη−cu2ξ−u2η अब इस से ξ तथा η कोई x तथा t ज्ञात कर सकते है तो t0 का अर्थ है ξη तो u2x00 ओर कुछ नहीं परंतु u2ξ ξ0 क्योकि मैं η ξ रखती हूँ यह प्रतिबंध है नए चरों मे तो यह प्रथम प्रारम्भिक प्रतिबंध है नए चरों मे तथा दूसरी आपको सीमा प्रतिबंध u2tx00 देती है तो आपके पास u2ξξξ−u2ηξξ0 है यह आपका दूसरा है यह प्रारम्भिक डेटा क्या है अब यह भी जानते है u2xξη0 हम u2t इसी प्रकार करते है जो की u2xξηu2ξ ξxu2ηηxu2ξu2η0 तो इसका अर्थ u2x x0u2ξ ξξu2η ξξ0 है तो ध्यान दीजिए u2ξ ξξ−u2ηξξ0 तथा u2ξξξu2η ξξ0 यह उनका योग u2ξξξ0 देता है तथा अंतर u2ηξξ0 देता है तथा आप जानते है की u2ξξ0 तो यह आपका प्रारम्भिक डेटा है यह हो जाता है नए चरों मे समीकरण क्या बन जाता है समीकरण यह बन जाती है समीकरण यह है तथा आपका प्रारम्भिक डेटा यह है अब समाकलन करना की कोशिश कीजिए अब यदि आप का समाकलन करने का प्रयास करे यह क्या है आप समाकलन करे तो आपका पूर्ण x पूर्ण वास्तविक रैखा तथा 0 यह आपका x है तो यदि आप हल करना चाहते है किसी बिन्दु पर मानते है की कुछ x0 t0 वास्तव मे यह चाहते है तो हमे किसी स्वतंत्र डोमैन को परिभाषित करना होगा यदि आप ux0t0 डी'एलमबर्ट हल को देखे जो की वास्तव मे है तो यह आपके पास है यह पूर्ण डोमैन मे डी'एलमबर्ट हल है तो यदि आप इस हल को प्राप्त करना चाहते है तथा x0 ct0 क्या है समतल x t मे रैखा है जो x0 ct0 पर x अक्ष को काटता है यदि x0 ct0 एक समानान्तर रैखा यहाँ काटता है यह मूल बिन्दु से जाने वाली रैखा है तथा यह कुछ ओर है अन्यथा कुछ अशून्य है तथा इसी प्रकार समानान्तर रैखाएँ जाती है इस रैखा x0ct0 के इस ओर से भी तो यह आपका केरेक्टरिस्टिक है ξ0x0−ct0 तथा η0x0ct0 ξ η समतल है तो यदि आप इसे लेते है यह आपका वास्तव मे आपका ξ तथा यह आपका η है तो यह रैखा ξ अचर है तो ξ अचर है इस रैखा पर तो आपके पास ξ अचर है तो यह आपका η अक्ष है तो यह आपका η है यह आपका ξ है तो यह इस प्रकार का दिखता है तो यह ξ η है तो आपके η का मान η0 है तो x0t0 को आपने नए चरों मे लिया है तथा आपके पास x0t0 है तथा यह रैखा क्या है तो समांतर रूप से यदि आप x0ct00 को देखेआपको यह रैखा प्राप्त होगी तो यह निश्चित रूप से ξ η रैखा है तो यदि आप यहाँ x0t0 पर हल चाहते है इस डी'एलमबर्ट हल पर आप देख सकते है की यह प्रारम्भिक डेटा पर निर्भर करता है इस कारण कोई बिंदु इस त्रिभुज के अंदर रैखा x0 ct0 तथा x0ct0 के काटने से बनी वास्तव मे यह डेटा पर निर्भर करता है तो यह हल के लिए इंफ्लुएंस हल है यह इंफ्लुएंस का डोमैन है एक त्रिभुज क्षेत्र के रूप मे तथा यह हल के लिए निर्भर करने वाला डोमैन है तो वास्तव मे यह प्रारम्भिक डेटा पर निर्भर है यदि आप यहाँ चाहते है या किसी हल के अंतर्गत कोई डेटा किसी बिंदु पर अंतर्गत आपको केवल अधिकतम डेटा चाहिए तथा यह क्योकि आपको प्रत्येक हल प्राप्त होता है इस आधार मे इस इंफ्लुएंकी के डोमैन मे तो यह डोमैन है आप Δ पर ध्यान दे जिसके लिए आप समाकलन कर के यह हल प्राप्त करे तो आप देखेगे की हम यह कैसे करेगे तो हम चरों ξ η के सापेक्ष डोमैन मे समाकलन करेगे तो यदि आप यह करते है तो आप चित्र को पुनः बनाने का प्रयास करेगे तो यदि आप ऐसा करते है तो आप क्या देखते है की यह त्रिभुज है जो आपके पास है जिसका आप समाकलन करना चाहते है तो यह आपका ξ0 η0 है साथ मे की आपको ले जाता है नए चरों ξ0 η0 तथा यह आपका ξ η है बराबर है ξ0 ξ0 यहाँ यह η0 होगा तथा यहाँ रैखा है जिस पर ξη है तो η0 समान है η0 के तो यह η0 η0 आपका हल है आपका निर्देशांक यह है तो यह समांतर है आपके η रैखा तथा यह यह इस रैखा के समांतर है तो यह आपकी ξ रैखा है तो इसमे आप इसका समाकलन करना चाहते है तो सब से पहले तो ऐसा करने के लिए की तो आप का समाकलन करे तथा आप समाकलन करे अपने ξη है तो हम इसे ξη0 से करेगे अपने dη तब वास्तव मे आप समाकलन करते है इस त्रिभुज पर तो ध्यान दे तो आप देखते है की यह यहाँ से तो यदि आप यह वास्तव मे देखते है तो ξ यह है आपका η मानते है की यह आपकी η रैखा ξ0 से η तक तो ξ आपका यहाँ ξ रैखा है ξ0 से η नहीं है तो मैं ξ0 से η0 तक समाकलन करती हूँ तथा आपका η क्या है η जाता है ξ से η0 तक तो यदि आप इसका समाकलन करना चाहते है तो आप सब से पहले ξ से η0 तक समाकलन करते है प्राप्त करने के लिए तो x0t0 नए चरों ξ0 मे तथा यह रैखा x ct ξ0 जो की ξ ξ0 तथा यह ξईटा रैखा है तथा यह रैखा xct η0 है जो की η η0 है क्योकि आपका ξ η या यह चर ξx ct ηxct है तो एक बार जब आपके पास है आपको बस इस समीकरण का समाकलन करना है तो आपका ξ क्या है इस निर्देशांक निकाय मे ξ तथा η आपका ξ वास्तव मे बदल रहा है तो यह रैखा है यह ξ रैखा है जिसका अर्थ है यह आपका η अक्ष है तो η ξ0 से η0 तक जाता है तो η आपको यह करना है तो η को आपको ξ0 से η0 तक करना है तथा ξ इस रैखा से इस रैखा तक जाता है तो यह रैखा ξ0 से यह रैखा ξ η है तो इस कारण आपको दोहरा समाकलन करना होगा तो दोहरा समाकलन इस डेल्टा पर तो दोहरे समाकलन पर यह डेल्टा मूलतः कोई दोहरा समाकलन है तो यह वास्तव मे है आप देख सकते है की यह रैखा है तो यह आपकी η अक्ष है η अक्ष जो की परिवर्तित हो सकता है तो यह ξ0 से η0 है तो d η ξ0 से η0 तक है यह अचर है अब ξ इस रैखा से इस रैखा के बीच है ताकि आप यहा तक आ सके तो η वास्तव मे ξ0 का अर्थ है यह रैखा तो इस रैखा से इस रैखा तक तो यह रैखा η η0 यह रैखा है जो की ξ अक्ष के समानान्तर है तो η ξ0 से η η0 जो की d η तो यह समाकलन है यहाँ से तथा तब यदि आप समाकलन करना चाहते है इस डेल्टा पर तो आपको इन रैखाओं के बीच ξ है तो ξ d ξ है तो d ξ ξ0 से ξ तक समाकलन करेगे तो आपको यह करना होगा तो हम प्रयास करते है समाकलन इस प्रकार है यह डेल्टा पर समाकलन करेगे यह एक समाकलन तो अब हम कोशिश करेगे यह समीकरण अब ξ से शुरू करेगे तो ξ0 से ईटा तक समाकलन करेगे ξ के सापेक्ष प्राप्त करने के लिए तो मैं बस इसे हटा देती हूँ तो यदि आप उपरोक्त समीकरण को ξ0 से समाकलन करेगे ξ0 से η Xi के सापेक्ष तो यदि आपको प्राप्त होता है तो यह u2η ηη−u2ηξ0 η हो जाता है तो यह दाहिने हाथ के भाग के बराबर है तो यह है अब यदि यह एक मैं समाकलन कर सकती हूँ मैं जानती हूँ की यह है आपको u2η प्राप्त होता है यह प्रतिबंध है तो u2ηξ0ξ0u2ηηη0 ईटा दोनों समान है तो यह 0 है तो यह भी 0 होगा तो यह वास्तव मे 0 है तो इसका अर्थ है की आप देख सकते है की यह u2ηξ ξ है यह ξη तो दोनों समान है तो जब दोनों बराबर है यह भी 0 है तो यह दोनों समतुल्य है तो यदि आप इसका प्रयोग करे यह ऐसे 0 बन जाता है तो अब आप समाकलन कीजिए तो अब आपका समाकलन से η तो η यदि आप समाकलन करे η चरों से η बराबर से ξ0 से η0 तो यह इन दो रैखा ओं के बीच है यदि आप त्रिभुजों के बीच करते है तो यदि आप अब इसे ξ0 से η है ξ0 से η0 यह है यह पूरे समाकलन 0 है d η बराबर है अब यदि आप ऐसा करते है इस ओर से भी ξ0 से η0 d η तो यह समाकलन है तो यह किसी भी तरह 0 है तो यह राशि 0 है तो आप इसे हटा सकते है तो आपके पास ऋण है अब आप u2ξ0η0 लिख सकते है तो आपके पास बच जाता है तो आपके पास यह है तो अंततः तो हम इसे धनात्मक बना देती हूँ दोनों ओर ऋण को काट देते है आपको धनात्मक धनात्मक प्राप्त होता है तो अंततः आप तो यह 0 है तो हम इसे हटा सकते है तो यह ओर कुछ नहीं परंतु केवल यह है जो आपको प्राप्त होता है यह u2ξ0η0 है दूसरा हल है तो डेल्टा क्षेत्र क्या है इंफ्लुएंस डोमैन मे जो की डोमैन है इंफ्लुएंस का डोमैन है पुराने चरों मे आप बदलना चाहते है इस पुराने चरों मे तो यह ξ0 η0 है x0t0 हो जाता है तथा तब यह भाग x0 ct0 0 हो जाता है तथा यह x0ct0 है तथा तब 0 यह बिंदु है यह तीन बिंदु है तो यदि आप यह 4c2 दोहरा समाकलन इस डेल्टा पर अब मैं बस बदलना चाहती हूँ मैं चरों ξ η से xt मे बदलती हूँ तो यदि मैं यह करूँ तो dξdη तो क्षेत्र यहाँ जेकोबियन गुना dxdt है तो यह hxt बन जाती है यह आपको प्राप्त होता है तथा तो यह वास्तव मे u2x0t0 है तो नए चरों मे पुराने चरो से यह बन जाता है जेकोबियन क्या है जकोबियन सारणिक है तो आपको c प्राप्त होता है हमारे पास 2c है तो आपके पास क्या बचता है

तो अभी भी यह दोहरा समाकलन है तो आपके पास 2c बचाता है तो आपके पास दोहरा समाकलन 12c∬hxtdxdt है इस डेल्टा पर या आपके पास है आपको इसे क्रमशः समाकलन करना पड़ेगा ताकि हम देख सके की यह कैसे करेगे तो हम इसे कैसे करेगे तो आपको चाहिए तो यदि आप ऐसा करना चाहते है की t 0 से t0 जाता है तो आप निश्चित करे आपका tt0 0 से t0 के बीच है आप अपने t को निश्चित करे तब आप x इस बिंदु से इस बिंदु तक जाता है जिसका अर्थ है की इस रैखा से इस रैखा तक तो आप इस प्रकार यह करेगे आप निश्चित बिंदु तथा आप यहाँ से जाए तो प्रत्येक बिंदु पर आप केवल इस डोमैन को भरे तो आपको इसके लिए इस रैखा का समीकरण चाहिए तो इस रैखा का समीकरण को आप ज्ञात करना चाहिए यह रैखा है तो x0t0 से जाने वाली रैखा तथा आपके पास दो बिंदु आपको दिये गए है तो इस से आप ढाल की गणना कर सकते है तो आपके पास यह समीकरण xct−ct0x0 बचता है इस रैखा का तो यदि आप इसी प्रकार करे तो इस रैखा का समीकरण है यदि आप ऐसा करे तो t0 तथा आपके पास क्या बचता है ढाल है तो यहाँ केवल अंतर ऋण है इस रैखा के लिए तो इस स्थिति मे आपके पास xx0−ctct0 है तो इस को यहाँ समीकरण है तो यदि मैं इसे क्रमशः समाकलन के लिखूँगी आपके पास 2c क्या है अब यह है तो आपके पास क्या है अब आप नकली चरों x नहीं तथा t नहीं आप लिख सकते है t का x तो आप x को t के रूप मे लिख सकते है तो आपका नकली चर किसी ओर से बदला जा सकता है तो आपके पास है तो x0 तथा t0 नकली चर है तो यदि मैं इसे बदले माना की t0 को किसी s से आपके पास है आप x0 को नहीं चाहते आप इसे किसी ydy से बदलते है x0 को आप y से बदल दे यही आपके पास है x0 को y से बदल दे y से तो यह केवल नकली चर है तो आपके पास है तो अब यहाँ के अलावा आपके पास x0 है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है तो यह आपका दूसरा हल है दूसरे प्रश्न का यह है दूसरे प्रश्न का हल u2xt है तो हल क्या है अब हल तो एक डी'एलमबर्ट हल u1u2 है तो u1xt क्या है वेव समीकरण है प्रारम्भिक डेटा f तथा g के साथ है तो हम साथ मे प्रश्न का हल लिख सकते है अब आप uxt लिख सकते है मूल प्रश्न u1 है जो की डी'एलमबर्ट हल है यह मेरा है अब u2 यह भाग है तो नॉन होमोजिनिऔस प्रश्न का चाहा गया हल है तो अभी तक हमने इस हल को बनाया है दो प्रश्नों मे तोड़ कर एक डी'एलमबर्ट प्रश्न दूसरा एक नॉन होमोजिनिऔस प्रश्न केवल समीकरण का समाकलन कर के हमने यह u2 ज्ञात किया तो इस प्रकार हमने हल बनाया तथा हम ऊर्जा दृष्टिकोण का प्रयोग कर देख सकते है की मूल प्रश्न का हल u अद्वितीय है तो इसका अर्थ है की यह हल है तो यह प्रश्न का अद्वितीय हल है हम वही ऊर्जा दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकते है जो हमने पहले भी देखा है दो हल माने तथा अंतर ले तथा यह किसी ओर सीमा मान प्रश्न को संतुष्ट करता है अब हम ऊर्जा दृष्टिकोण का प्रयोग कर के प्रदर्शित करेगे की w1w0 तो इस प्रकार हम नॉन होमोजिनिऔस समीकरण को हल करते है तो अभी तक हमने केवल 2 आयामी 1 आयामी वेव समीकरण तथा इसके प्रश्नो को देखा प्रारम्भिक मान प्रश्नों को 1 आयाम के लिए तो इस प्रकार हम 1 आयाम के लिए नॉन होमोजिनिऔस समीकरण को हल कर सकते है तो यह हल है जिसे हमने दो टुकड़ों मे तोड़ कर प्राप्त किया है एक डी'एलमबर्ट प्रश्न तथा दूसरी नॉन होमोजिनिऔस प्रश्न के रूप मे प्रारम्भिक 0 डेटा के साथ जो की हमने ξ η डोमैन पर समाकलन कर के प्राप्त किया इस इंफ्लुएंस क्षेत्र के डोमैन पर तो अभी तक हम 1 आयाम मे वेव समीकरण को हल कर रहे थे तो हम 2 आयाम मे वेव समीकरण को भी हल कर सकते है तो हम अगले विडियो मे 2 आयामी वेव समीकरण के हल को देखेगे यह यही समीकरण होगी केवल अंतर विशेष डोमैन का होगा जो समतल क्षेत्र होगा तो यह utt−c2uxxuyy 0 है तो x y∈ R2 t 0 तो हम क्या करेगे की हम सामान्य पूरे डोमैन के लिए हल नहीं करेगे तो हम क्या करेगे हम लेगे हम कुछ विशेष प्रश्नों मे कुछ डोमैन मे जिसका अर्थ है चलिए वृत्तीय डोमैन लेते है तो 0 से r तो क्योकि आप वृत्तीय डोमैन को आत ध्रुवीय निर्देशांकों मे लिख सकते है तो आप इस समीकरण को ध्रुवीय निर्देशांकों के चरो r तथा थीटा मे बदल सकते है तथा त्रिजीय समरूप हलों की तलाश कर सकते है जिसका अर्थ है की हल uxyt ध्रुवीय निर्देशांकों मे urθt आप हल मे केवल त्रिजीय समरूपता चाहते है जिसका अर्थ है इसे केवल इस पर निर्भर करना चाहिए थीटा पर निर्भर नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ है हल केवल urt होना चाहिए आप हल चाहते है इस प्रकार का की जो भी हल ज्ञात हो यदि आप कंपन कर रहे है यदि कुछ भी कंपन कर रहा हो थीटा का मान 0 होने पर यही थीटा के 0 से 2 π के बीच बदलने पर भी रहे तो इसका अर्थ त्रिजीय समरूप कंपन है यदि आप हल चाहते है हम वास्तव मे इस 2 आयामी वेव समीकरण को हल कर सकते है चर प्रथक्करण विधि से तो हम वास्तव मे बेसल समीकरण को लाएगे जो आपने पूर्व के विडियो मे सीखिए है तो बेसल समीकरण के हल का प्रयोग कर हम ड्रम के इस कंपन का हल कर सकते है किसी भी समय पर यह हम अगले विडियो मे देखेगे